आज मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और रेड्बेर्ग नियतांक के निर्धारण का प्रयोग प्रदर्शित करूंगा आप जानते हैं कि सबसे पहले इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को किसके द्वारा देखा गया था विद्यार्थी हीलियम 1988 में बाल्मर जोहान बाल्मर द्वारा देखा गया और उस स्पेक्ट्रा को फिट किया गया उस स्पेक्ट्रा को बाल्मर द्वारा दिए गए मूलानुपाती सूत्र से फिट किया गया था ये मूलानुपाती सूत्र इस प्रकार है 1लाम्ब्डा बराबर कोई नियतांक गुना 1 बटे m वर्ग ऋण 1 बटे n वर्ग जहाँ लेमैन सीरीज़ के लिए m बराबर 1 और बाल्मर सीरीज़ के लिए m बराबर 2 और m बराबर 3 पाश्चन सीरीज़ के लिए और ब्रैकेट सिरीज़ के लिए m बराबर 4 अलग अलग सिरीज़ हैं लेकिन यह m जब 2 के बराबर है तो जो भी सिरीज़ हमे मिलता है वो दृश्य होता है दृश्य रेंज के कारण इसे स्पेक्ट्रोमीटर में देखना आसान था क्योंकि इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य दृश्य सीमा में थे अतः इन्हें सबसे पहले अवलोकन और अध्ययन किया गया और वर्णक्रमीय लाइनों की तरंग दैर्ध्य को मापा गया और इस मुलानुपातिक सूत्र से वास्तव में तरंग दैर्ध्य को पुनरत्त्पत्ति किया गया था उस स्थिति में हमें एक नियतांक की आवश्यकता थी बाद में 1988 में जोहान्स रडबर्ग ने हाइड्रोजन परमाणुओं के सभी संक्रमण के लिए बालमर समीकरण को मान्य किया तो इसका मतलब है कि उन्होने सभी श्रेणियों लेमैन सीरीज़ फिर पासचेन सीरीज़ ब्रैकेट सीरीज़ फंड सीरीज़ के लिए भी बालमर सिरीज़ के लिए प्राप्त स्थिरांक को ही सही माना और स्थापित किया यही कारण है कि अब इस स्थिरांक को रडबर्ग नियातांक कहा जाता है आज हम इस रइडबर्ग स्थिरांक ज्ञात करेंगे और उसका का निर्धारण करेंगे ओके तो यह हाइड्रोजन स्रोत के लिए बाल्मर श्रृंखला है हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम यह जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n है जो n बराबर 1 n बराबर 2 n के बराबर 3 विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं n2 या उससे अधिक जैसे n3n4 n5 के लिए संक्रमण दृश्य सीमा में विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाएं देता है जिसे हम बालमर श्रृंखला बताते हैं और इन वर्णक्रमीय रेखाओं को Hɑ H𝛃 H𝛄 नाम दिये गए इनके अलग अलग रंग भी हैं यह एक लाल रंग है यह हरा फिर नीला रंग हल्का नीला रंग और उनकी तरंग दैर्ध्य भी भिन्न है यदि आप इन तरंगदैर्ध्य को मापते हैं यदि आप इस तरंग दैर्ध्य को मापते हैं और यदि आप बाल्मर श्रृंखला के मामले में संक्रमण पर विचार करते हैं m के बराबर 2 है और फिर आप n के मान को बदलते हैं जहाँ n m से बड़ा है तो n बराबर 3 4 5 6 होगा विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाओं के लिए आप n के विभिन्न मान रख सकते हैं और आप राइडबर्ग नियतांक की गणना कर सकते हैं और यह राइडबर्ग नियतांक सभी वर्णक्रमीय लाइनों के लिए समान आना चाहिए और फिर हम इस राइडबर्ग नियतांक का औसत प्राप्त कर सकते है और यह मान आमतौर पर इस तरह आना चाहिए यह 10973731 दशमलव 57 प्रति मीटर है कभी कभी हम इसे सेंटीमीटर राइडबर्ग में भी व्यक्त करते हैं तो यह इस प्रयोग की पृष्ठभूमि है अब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा प्राप्त करना है और स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से उस स्पेक्ट्रा के वर्णक्रमीय रेखाओं के तरंग दैर्ध्य को मापना है जब हम वर्णक्रमीय रेखाओं के तरंगदैर्ध्य को मापेंगे और दृश्यमान सीमा के लिए यह भाग जो भी आप देख रहे हैं वह निश्चित है कि यह बालमर श्रृंखला है और m बराबर 2 होगा तब आप n को 3 4 5 के बराबर लें और फिर इसे चेक करें की क्या ये तरंग दैर्ध्य 1बटे लैम्ब्डा के बराबर है वास्तव में हम लैम्ब्डा द्वारा तरंग दैर्ध्य माप रहे हैं तरंगदैर्ध्य के इस मान और m बराबर 2 और n बराबर 3 रखें तो यह भाग इस वर्णक्रमीय रेखाओं के लिए नियतांक है को इस पद से विभाजित करने से आपको RH का मान प्राप्त होगा इसे प्रकार अगली वर्णक्रमीय रेखा n बराबर 4 के लिए 4 फिर आप RH ज्ञात कर सकते हैं यहां मैंने यह 4 वर्णक्रमीय रेखाएं दिखाई हैं RH के चार मान आप प्राप्त कर सकते हैं और वे लगभग समान ही होंने चाहिए लेकिन प्रायोगिक तौर पर जब हम मापेंगे तो कुछ अंतर हो सकता है यही कारण है कि हम उन मानों का औसत लेते हैं और अंत में हमें परिणाम मिलता है तो इस प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था क्या है इस प्रयोग के लिए प्रायोगिक व्यवस्था कुछ इस तरह है प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश का तरंगदैर्ध्य मापने की प्रक्रिया काफी लोकप्रिय है प्रिज़्म स्पेक्ट्रोमीटर में हम प्रिज़्म टेबल पर ग्राटिंग रखते हैं और फिर वहाँ एक समांतरित्र होता है जिसके सामने हाइड्रोजन प्रकाश स्रोत होना चाहिए यदि आप सोडियम सोडियम स्रोत या हीलियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापना चाहते हैं तो आप हीलियम प्रकाश डाल सकता है इस तरह का माप हमने किया है जो मैंने पहले प्रदर्शन में प्रदर्शित किया है कि ग्रेटिंग का उपयोग करके तरंग दैर्ध्य कैसे मापें उस प्रक्रिया का उपयोग करके आप तरंगदैर्ध्य को माप सकते हैं यह दूरबीन है और फिर आप कोण को मापने के लिए दूरबीन को घुमा सकते हैं इस कोण को आप माप करलें तो आप तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं यहाँ d sin𝛉 बराबर n𝛌 ये ग्रेटिंग के लिए सूत्र है d ग्रेटिंग अंतराल है और यह मान दिया गया है अब यदि आप स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके थीटा को माप सकते हैं तब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1lambda बराबर n बटे रा d sin थीटा n इस मामले में यह पहला ऑर्डर दूसरा ऑर्डर तीसरा ऑर्डर है यदि आप केवल प्रथम ऑर्डर को ही देखते हैं तो हाइड्रोजन या हीलियम के मामले में अलग अलग रंगों के 3 4 5 वर्णक्रमीय रेखाएँ मिलेंगी और यदि आप उस वर्णक्रमीय रेखाओं के कोण को माप सकते हैं तो ठीक है वह वर्णक्रमीय रेखाएँ जो आपको विवर्तन के कारण दिखाई दें रहा के लिए इस सूत्र का उपयोग करके लैम्ब्डा की गणना कर के 1𝛌 ज्ञात सकते हैं क्योंकि यहाँ मैंने 1𝛌 लिखा है क्योंकि राइडबेर्ग नियतांक में 1𝛌 बराबर RH 1m2 1n2 है यह n उस n से भिन्न है जो विवर्तन क्रम का क्रम है यहाँ यह n मुख्य क्वांटम संख्या है उस माप से आप 1𝛌 प्राप्त कर ग्रेटिंग का प्रयोग कर 1𝛌 प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए आपको थीटा को मापना होगा उस थीटा को आप स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके माप सकते हैं इस कोण को मापने के लिए एक और वैकल्पिक तरीका है यहाँ मुझे लगता है कि प्रयोगशाला में मैं इसे प्रदर्शित करूँ क्योंकि कई बार मैंने स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग विभिन्न प्रयोगों के लिए किया हुआ है यह कोण को मापने के लिए एक और नई विधि है यह तरीका मैं आज आपको हमारी प्रयोगशाला में दिखाऊंगा यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास एक प्रकाश स्रोत है यह हाइड्रोजन या हीलियम या जो कुछ भी वहां से प्रकाश आ रही है और यहां यह एक ग्रेटिंग है यह एक ग्रेटिंग है ग्रेटिंग पर प्रकाश पड़ रहा है यह आप देखते हैं जब प्रकाश ग्रेटिंग पर आपतित होता है देखें कि यह द्वितीयक तरंगें उत्पन्न करता है और वह द्वितीयक तरंगें अध्यारोपित करेंगी और विवर्तन पैटर्न देंगी इस मामले में विवर्तन पैटर्न यह पारगमन पक्ष में भी बन सकता है यह अपवर्तन पक्ष में भी यहां बन सकता है आप कहीं भी प्राप्त कर रहे हैं आप अभी परावर्तन पक्ष में विवर्तन पैटर्न को देख रहे हैं इसका मतलब है प्रकाश ग्रेटिंग पर जिस तरफ से आ रही है विवर्तन पैटर्न भी हम उसी तरफ देख रहे हैं यदि आप दूसरी तरफ देखते हैं तो यह हम इसे पारगमन कहते हैं हैं यह दूसरी तरफ न हो कर एक ही साइड में है तो हम परावर्तन कहते हैं यहां हम देखेंगे कि जब हम ग्रेटिंग के माध्यम से विवर्तन पैटर्न देखेंगे तो वह पैटर्न स्रोत के उसी तरफ होगा और हमने एक पैमाना रखा है हमने प्रकाश स्रोत के ठीक पीछे एक पैमाना रखा है और वहां हमारे पास संकेतक हैं हम प्रतिबिंब को देखेंगे या कहें हम विवर्तन पैटर्न देखेंगे इसका मतलब है कि हम वर्णक्रमीय रेखाएं देखेंगे और केंद्र से इस केंद्र से आपको विभिन्न रंगों की वर्णक्रमीय रेखाएँ मिल रही हैं विभिन्न दूरियों पर मिल रही हैं वह दूरी प्राप्त कर लेंगें जो संकेतक स्रोत की छवि की वर्णक्रमीय रेखाओं की प्रतिबिंब पर प्राप्त होगी वर्णक्रमीय रेखाएँ जो भी हमें मिलेंगी उस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा वह प्रकाश स्रोत के आकार का ही स्रोत के प्रतिबिंब का भी आकार होगा हम अलग अलग दूरी पर विभिन्न रंगों के प्रकाश स्रोत की छवि देखेंगे केंद्र से विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाओं की दूरी क्या है ये हम पता लगाएंगे अर्थात हम दूरी माप लेंगे अब यदि आप ये स्क्रीन और ग्रेटिंग की दूरी भी माप लेंगे यदि ये कैपिटल D है और यहाँ मैंने 2L लिखा है हम सीधे केंद्र से दूरी नहीं मापेंगे हम क्या करेंगे हम दोनों तरफ के विवर्तन पैटर्न के सममित रूप से पहले क्रम से अलग अलग प्राप्त करेंगे इस मामले में केवल हम पहले क्रम को देख पाएंगे दूसरा क्रम भी देख सकता है यदि आपके ग्रेटिंग में अधिक संख्या में लाइनें हो प्रयोगशाला में अभी हम 600 लाइनें प्रति मिलीमीटर वाला ग्रेटिंग उपयोग करेंगे लेकिन हमने देखा है कि यदि आप 1200 प्रति मिलीमीटर वाले ग्रेटिंग का उपयोग करते हैं तो हम दूसरा क्रम भी देख सकते हैं लेकिन प्रयोगशाला में मैं प्रति मिलीमीटर 600 लाइनों वाला ग्रेटिंग का उपयोग करूंगा हम पहला क्रम देखेंगे बाईं ओर हम अलग अलग रंगों के पहले क्रम को देखेंगे और दूसरी ओर भी हम अलग अलग रंग का पहला क्रम देखेंगे यहाँ मैंने यह खींचा है यह लाल वर्णक्रमीय रेखाओं का पहला क्रम है हम इन दोनों के बीच की दूरी को मापेंगे और फिर इसका आधा आपको l दूरी प्रदान करेंगा मध्य से वर्णक्रमीय रेखाओं तक हम 2lको मापेंगे फिर दो से विभाजित करेंगे यह हमें l देगा और यह D है अब Sin थीटा होगा ये बटे ये यह लंबवत है यदि यह थीटा है अगर यह थीटा विवर्तन कोण है तब Sin𝛉 इस l बटे l के वर्ग और D वर्ग के वर्गमूल के बराबर होगा यदि आप l और D को माप सकते हैं तो हम D को फिक्स रखते हैं l वर्णक्रमीय रेखा की स्थिति के आधार पर अलग अलग होगा हम इस l का पाढ़यांक लेंगे और तब हम Sin𝛉 की गणना कर पाएंगे 1 बटे Sin𝛉 l के वर्ग धन D के वर्ग का वर्गमूल बटे l है l के मान से 1Sin𝛉 प्राप्त कर सकेंगे यदि आपके पास 1Sin𝛉 है और D भी प्राप्त है और n हमारे मामले में 1 होगा आप 1 बटे लैम्ब्डा ज्ञात कर सकते हैं 1बटे लांबडा विभिन्न रंगों के लिए हम ज्ञात करेंगे इन सभी मानों को आप इस फार्मूला में रख कर राइडबर्ग नियतांक की गणना कर सकते हैं यही वह प्रयोग है जिसे हम प्रदर्शित करेंगे प्रयोग के डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे इस प्रकार की तालिका का हम उपयोग करेंगे ग्रेटिंग अंतराल d जैसा कि मैंने बताया 600 लाइंस प्रति मिलीमीटर बताया आप इन रेखाओं के बीच दूरी की गणना कर सकते हैं ये 1600 मिलीमीटर है वह d होगा आपको ये नोट कर लेना है क्योकि यह दिया गया है स्क्रीन और ग्रेटिंग के बीच की दूरी D है जो मैंने चित्र में दिखाया है हमें इसे फिक्स करना चाहिए तो हम इसे हिलाएंगे नहीं आपको ध्यान देना होगा अब आप वर्णक्रमीय रेखाएँ देखते हैं विभिन्न रंगों के लिए आप वर्णक्रमीय रेखाओं के पाढ़यांक लेते हैं यह बाईं ओर है और यह दाई ओर आम तौर पर हम दो तीन चार रीडिंग लेंगे और फिर एक विशेष वर्णक्रमीय रेखा के लिए उस एक का औसत ज्ञात करें तो हम उसे L कहेंगे और दूसरी तरफ से यह R होगा छोटा l यह इन दो पाठ्यांक के बीच अंतर बटे 2 होगा हम इस रीडिंग को नोट करेंगे और फिर वहाँ से हम l पाएंगे जैसा मैंने बताया इस l से आप 1𝛌 की गणना कर सकते हैं और एक बार आप के पास 1𝛌 है तो रेड्बर्ग नियतांक RH भी प्राप्त कर सकते हैं 1 बटे 𝛌 बटे 14 1n2 n बराबर 3 के लिए एक विशेष रंग माना लाल रंग हैं तो आप उसके लिए रेडबर्ग नियतांक की गणना करते हैं और फिर अगले रंग n बराबर 4 के लिए रेडबर्ग नियतांक की गणना करते हैं इस तरह आप 3 4 वर्णक्रमीय रेखाओं के लिए रेडबर्ग नियतांक की गणना करते हैं और फिर उन RH का औसत लें कर रेडबर्ग नियतांक का फ़ाइनल मान ज्ञात कर लेते हैं यही प्रयोग हम करेंगे चलिये मैं अब आपको ये प्रयोग दिखाता हूँ मुझे लगता है कि मुझे त्रुटि गणना के बारे में भी बता देना चाहिए हमारे कार्यकारी सूत्र 1 बटे lambda बराबर RH गुना 1 बटे 2 वर्ग क्योंकि बाल्मर श्रृंखला के लिए m का मान 2 होगा ऋण 1 बटे n वर्ग प्रति मीटर है मैं RH गुना K लिख सकता हूं K स्थिरांक होगा प्रत्येक n के लिए अब दोनों पक्षों का log लेने पर ln 𝛌 lnRH lnK होगा जाहिर है K नियतांक है हम कुछ भी नहीं माप रहे हैं तो यह त्रुटि में योगदान नहीं करेगा अब इसका अवकलन करने पर डेल लैम्ब्डा बटे लैम्ब्डा धन डेल RH बटे RH डेल लैम्ब्डा क्या है 1 बटे लैंबडा बराबर n बटे d साइन थीटा साइन थीटा यह है जैसा कि मैंने आपको बताया एल l बटेएलl वर्ग और d वर्ग का वर्गमूल क्योंकि त्रुटि की गणना के लिए हमें इसे उन पैरामीटर के संदर्भ में व्यक्त करना होगा जिन्हे आपने मापा है यदि आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो माइनस लॉग लैंबड़ा बराबर माइनस लॉग d धन हाफ लॉग l वर्ग प्लस D वर्ग माइनस लॉग l यहाँ से आप डेल लैंबड़ा बटे लैंबड़ा का पता लगा सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह D दी गई राशि है तो कोई त्रुटि नहीं होगी इस भाग से त्रुटि आधी है यदि आप इनका लॉग अलग करते हैं तो यह होगा 1 बटे ये राशि और फिर यह आपको देगा 2l𝝳l 2D𝝳D देगा चूँकि हम अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कर रहे हैं इसलिए हमें अपनी सभी त्रुटियों को जोड़ना होगा यही कारण है कि हम माइनस साइन नहीं ले रहे हैं 𝝳ll यहाँ से और हाफ और हाफ़ यहाँ से कट जायेंगे तो यह आएगा l𝝳l D𝝳D l2 D2 𝝳ll अब आपको याद होगा कि जब आप l को माप रहे हैं तो हम दो रीडिंग कैपिटल L और कैपिटल R दाये पाढ़यांक और बाएँ पाढ़यांक के अंतर को 2 से विभाजित कर प्राप्त करते हैं यहाँ से यह 𝝳l का मान प्राप्त करेंगे 𝝳l 12 𝝳L 𝝳R और हम यहाँ प्रयोग करेंगे यह आधा यह बाईं ओर है और हम उसी पैमाने से रीडिंग ले रहे हैं डेल कैपिटल L डेल कैपिटल R के बराबर होगा इनके अलपतमांक समान है इसलिए 2 गुना अलपतमांक को 2 से विभाजित करेंगे तो सिर्फ 𝝳l ही अलपतमांक मिलेगा यहाँ 𝝳l क्या है स्केल का लीस्ट काउंट कम से कम वह देर जिसे हम आसानी से स्पेक्ट्रल लाइनों की स्थिति को मापने के लिए उपयोग कर रहे हैं और यह कैपिटल D 𝝳D यहाँ भी हमने मीटर स्केल का उपयोग किया है यहाँ भी इसकी न्यूनतम गणना 𝝳l के लिए 1 मिलीमीटर है वहाँ भी हमने मीटर स्केल का उपयोग किया है यह कम से कम गिनती 1 मिलीमीटर है 𝝳𝝺𝝺 आपको यहां जो मिल रहा है वह 𝝳RHRH RH की त्रुटि के अलावा कुछ नहीं है RH में त्रुटि आप 𝝳RH या 𝝳R आप इस रेडबर्ग नियतांक RH के गुणा ये पद के बराबर कर सकते हैं जो डेल्टा R कि त्रुटि देगा अगली कक्षा में मैं हमारी प्रयोगशाला में इस प्रयोग को प्रदर्शित करूंगा धन्यवाद